नमस्कार दोस्तों आज हम दृश्य स्मस्कृति की दुनिया के बारे मे बात करने जा रहे हैं इन सभी समयों में हम एक या दूसरे तरीके से दृश्यों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करते रहे हैं हमने प्रस्तुतियों के संदर्भ में दृश्यों के महत्व के बारे में बात की है हमने मल्टीमीडिया की प्रासंगिकता के बारे में भी बात की है लेकिन हम आज फिर से इस विशेष संदर्भ में सभी के लिए वापस जा रहे हैं क्योंकि यह दृश्य संस्कृति के विषय में गहराई तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा क्यों है कि हम आज विजुअल्स का इतना महत्वपूर्ण उपयोग कर रहे हैं अब अगर हमें इस सवाल का जवाब देना है तो शायद हमें थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है कि तकनीक कैसे बदल गई है हमारी दुनिया कैसे बदल गई है हम दुनिया को कैसे देखते हैं हम दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं और इन चीजों को समझने में निश्चित रूप से एक लंबा समय लगेगा और दृश्यों के उपयोग के लिए संवेदनशीलता विकसित करना भी ज़रूरी है इसलिए आज की वार्ता में हमारा ध्यान परिचय के बाद दृश्य संस्कृति की प्रासंगिकता हमारी संस्कृति में दृश्य की बदलती भूमिका पर होगा दृश्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं जो सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ में प्रासंगिक होंगी और संदर्भों द्वारा पीछा की जाएंगी मैं बार बार इस आंकड़े पर बात करूंगा लेकिन अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो यह एक विशेष आंकड़ा है आपको लगता है कि कुछ चीजें उत्तल लगते हैं और कुछ चीजें हमारे लिए अवतल लगते है अब बात यह है कि यदि आप यह प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है संभवतः इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि जाहिर है जिस वस्तु को आपने देखा था वह वस्तु न तो उत्तल थी और न ही अवतल वे एक सादे सतह पर थीं और वे तस्वीरें या वस्तुये थीं जिन को आपने देखा था वे एक सादे सतह पर एक तस्वीर के अंदर थीं तो ऐसा क्यों है कि हम इस तरह का अनुभव करते हैं यह दृश्यों का एक आयाम है यहाँ एक और चित्र का एक और उदाहरण दिया गया है पहला बाएँ हाथ की ओर एक चीनी लिपि है जिसे हम ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं और दूसरी एक अरबी लिपि है जिसे हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं जिस तरह से हम चीजों को पढ़ते हैं जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं उसके निहितार्थ क्या हैं अब यह विज्ञापन के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हो गया है क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि स्कैनिंग पूर्वाग्रह के रूप में क्या जाना जाता है हम वस्तुओं को कैसे स्कैन करते हैं हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं हम एक तरफ से दूसरी तरफ या ऊपर से नीचे कैसे आगे बढ़ते हैं यह उस तरह से कैसे संबंधित है जब हम चीजों के अर्थ का अनुभव करते हैं जब वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं यह एक ऐसी चीज है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे जब हम चित्र ग्रंथों और संगीत के संबंध को देखते हैं तो समग्र पक्ष जो अगले कुछ वर्गों में काम करेगा लेकिन ये भी प्रासंगिक हैं यदि आप इस छवि को देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि यह एक चौकोर फ्रेम नहीं है बल्कि एक दायरे में है अब एक वर्ग या आयताकार फ्रेम के विपरीत एक परिपत्र फ्रेम का क्या महत्व है उस मामले के लिए एक फ्रेम क्या है वह क्या कार्य करता है क्योंकि फ्रेमिंग एक ऐसी चीज है जिसके भीतर हम उस क्षण को देखना शुरू करते हैं जिसमें हमारे पास फ्रेम है हम फ्रेम के बाहर देखने के बजाय फ्रेम के भीतर देखना चाहते हैं जब हम एक फ्रेम को तोड़ते हैं तो क्या होता है आप मुझे कंप्यूटर मॉनीटर के माध्यम से देख रहे हैं अभी आप मुझे एक अंडाकार या एक गोलाकार फ्रेम के माध्यम से देख रहे हैं इसका वास्तव में क्या मतलब है संदर्भसमय देखें ०४० यदि आप इस विशेष छवि को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं आप दूर की चीजों का दूर जाना अनुभव कर सकते हैं यह एक सपाट सतह पर कैसे होता है हम दूरी का अनुभव कैसे करते हैं यह एक और दिलचस्प सवाल है जो आप खुद से पूछ रहे होंगे भ्रम की अवधारणा जहां या उस मामले के लिए विरोधाभास है जहां अंदर और बाहर के बीच संबंध भ्रमित है यदि किसी समय यह अग्रभूमि है और ये बादल पृष्ठभूमि हैं यदि आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इस अंक पर यह पृष्ठभूमि है और जो जाहिरा तौर पर पहले बादल था वह अग्रभूमि है इसलिए ये फिर से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें दिलचस्प समस्याग्रस्त रोमांचक और इस सत्र और अगले सत्र में हम इन चीजों के कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे अधिक दिलचस्प बात यह है कि हम यह भी देख रहे होंगे कि हम विजुअल्स की दुनिया का अनुभव कैसे कर रहे हैं और हमारे पास कई रोमांचक इंटरैक्टिव होंगे आइए हम बताते हैं सर्वेक्षण और गतिविधियाँ जिनके माध्यम से एक साथ हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम यह कैसे करते हैं इसलिए मुझे यकीन है कि आप इसे दिलचस्प पाएंगे और मैं निश्चित रूप से आप सभी को उन सर्वेक्षणों को करने के लिए प्रेरित करता हूं क्योंकि वे बहुत रोमांचक होने जा रहे हैं निष्कर्ष भी समान रोमांचक होने जा रहे हैं जब हम एक साथ साझा करते हैं जो भी हमने सीखा है कि हम दृश्यों का अनुभव कैसे करते हैं दृश्य कैसे अर्थ की हमारी समझ में हेरफेर करते हैं और इसे कुछ अन्य चीजों से जोड़ते हैं जो बाद में अनुनय हेरफेर और उन सभी प्रकार की चीजों की तरह होगा जो विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो अनिवार्य रूप से प्रमुख रूप से या तो दृश्य यदि यह एक प्रिंट मीडिया है यदि यह एक टैब्लॉइड है तो यह एक प्रिंट मीडिया है या यह प्रमुख रूप से मल्टीमीडिया है अगर यह कुछ और है जैसे टेलीविजन कंप्यूटर स्क्रीन और आगे और आगे की ओर अब उदाहरण के लिए आपके पास कुछ ऐसा है जिसे फिर से भ्रम के रूप में जाना जाता है यह रेखा नीचे की रेखा से बहुत बड़ी दिखती है ऐसा क्यों होता है और ये ऐसे सवाल हैं जिनका हम जवाब दे सकते हैं जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं हालांकि इससे पहले कि हम दृश्यों में जाएं और जिस तरह से दृश्य हमारे लिए समझ में आते हैं जो कि अगले सत्र में क्या होगा हम दृश्य संस्कृति के बारे में एक बुनियादी समझ प्राप्त करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दृश्य संस्कृति कुछ ऐसी है जो 20 वीं सदी के 20 वें भाग के अंतिम भाग पर हावी है और अभी हम दृश्य और मल्टीमीडिया संस्कृति के बीच में हैं मैं एक छोटे किस्से के साथ शुरुआत करूंगा 18 साल पहले जब मैं इस संस्थान में शामिल हुआ था किसी समय मैंने एक वीजीए कार्ड के बारे में सुना था जो कहीं न कहीं स्थापित था और इससे हमें एक झलक मिली कि वास्तव में संपादन संपादित करना और वीडियो को संशोधित करना और एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए और उन दिनों यह बहुत ही रोमांचक बात थी और हमारे पूरे संस्थान में यह सुविधा उपलब्ध थी अब हम 18 से अधिक वर्षों तक तेजी से आगे आते हैं और हमारी पीढ़ी मोबाइलों को देखते हैं और हम पाते हैं कि एक छवि बनाने की पूरी अवधारणा उस छवि को जोड़ते हुए उस छवि को संपादित करते हुए एक गति चित्र उत्पन्न कर रही है इसलिए एक एनीमेशन उत्पन्न कर रहा है और उस छोटे उपकरण का उपयोग करके उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करना और उसके साथ खेलना कुछ ऐसा है जो बच्चे का खेल है यहां तक कि हमारे छोटे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं इसलिए प्रौद्योगिकी काफी आगे आ गई है और यह तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए कुछ अंतर्निहित कारण होने चाहिए इसलिए आज की बातचीत में जो थोड़ा संक्षिप्त होगा यह अगले एक की तुलना में संक्षिप्त होगा जहां हम उन चीजों को विस्तृत करेंगे जिन्हें हमने कुछ मिनट पहले देखा था हम यह सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि आज की संस्कृति में क्या हो रहा है जो दृश्य के साथ शुरू होना है और धीरे धीरे अधिक से अधिक मल्टीमीडिया बन रहा है इसलिए कुछ सिद्धांत जो मैं यहां पर बना रहा हूं कई सिद्धांतकारों द्वारा विकसित विचारों के आधार पर जो दृश्य संस्कृति के बारे में बात करते हैं इस अवधारणा में से कुछ हम बस जल्दी से स्पर्श करेंगे और देखते हैं कि वे हमें अपने बारे में क्या बताते हैं उनमें से एक यह है कि आधुनिक जीवन स्क्रीन पर होता है वास्तव में इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि दृश्य का हमारा अनुभव बहुत हद तक एक टेलीविजन स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन या एक डिजिटल मोबाइल स्क्रीन या जो भी हो द्वारा मध्यस्थता या हस्तक्षेप किया गया था तो हम दृश्य का अनुभव सीधे अपनी आंखों के माध्यम से करते हैं लेकिन बहुत अधिक हद तक हम समय बिता रहे हैं स्क्रीन को देखकर और विभिन्न अन्य प्रकार के दृश्यों का अनुभव कर रहे हैं जो जाहिर है हम इस स्क्रीन के माध्यम से यहां बैठने के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो टीवी स्क्रीन पीसी स्क्रीन वास्तविक जीवन और एक केल्विन और हॉब्स कार्टून स्ट्रिप्स है जहां आप देखते हैं कि छोटे छोटे पात्रों में से एक एक युवा लड़का पूरा दिन टीवी देखने में बिताता है और फिर शाम को वह बाहर निकलकर दुनिया देखता है और फिर एक टिप्पणी करता है की असली दुनिया वैसी ही है जो हम टीवी पर देखते हैं लेकिन उससे बहुत कम रोमांचक और रंगीन आप देखते हैं कि इस तरह का उलटफेर कुछ ऐसा है जिसे हम कुछ हद तक अनुभव कर रहे हैं यहां तक कि आज भी जहां हमारे कुछ छात्र यहां तक कि आईआईटी प्रणाली में भी गेम खेलने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करते हैं कि वे धीरे धीरे असल ज़िन्दगी से स्पर्श खो देते हैं लेकिन किसी भी मामले में वास्तविकता क्या है वास्तविकता कुछ ऐसी है जो हमारी इंद्रियों द्वारा मध्यस्थ है और आज हम पाते हैं कि हमारी इंद्रियों से परे है हालांकि वे इंद्रियों द्वारा मध्यस्थ हैं हमारी इंद्रियों से फिर से उन्हें वास्तविकता के रास्ते में कुछ और अवरुद्ध कर दिया है जो कंप्यूटर स्क्रीन या विभिन्न प्रकार की स्क्रीन है तो मध्यस्थता की एक और परत हो रही है जो दृश्य संस्कृति की मध्यस्थता है जो वास्तविकता का अनुभव कर रही है दूसरे हाथ किसी तरह की स्क्रीन या पत्रिका या कागज के माध्यम से या जो भी हो मार्सेल मैकक्लेनMarcel McClain's का प्रसिद्ध कथन माध्यम संदेश है कुछ ऐसा है जिसे इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ संचार के विभिन्न तरीकों पर निर्भर करती हैं और आज की संस्कृति अनिवार्य रूप से विजुअल्स की संस्कृति पर निर्भर करता है और इसका प्रभाव हमारे संवाद करने के तरीके पर पड़ता है अब तथ्य यह है कि हम एक प्रौद्योगिकी उन्मुख दुनिया में हैं उदाहरण के लिए यह समझ में आता है कि और एक ऐसी दुनिया में जो व्यस्त है और जहां बहुत छोटी स्क्रीन का उपयोग करके हमें अपने संदेशों को संवाद करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की भाषा होती है ग्रंथों की भाषाएसएमएस की भाषा जहां बहुत सारे संक्षिप्त रूप हैं छोटे हाथ का बहुत उपयोग होता है क्योंकि अंतरिक्ष सीमित है स्क्रीन सीमित है आप एक एकल उंगलियों या शायद एक ही हाथ का उपयोग कर रहे हैं लिखने या टाइप करने के लिए निहितार्थ यह है कि यह विशेष तकनीक इस विशेष प्रकार के माध्यम जिसका उपयोग किया जा रहा है ने संदेश को संप्रेषित करने के तरीके को संशोधित किया है और इस प्रक्रिया में संदेश का अर्थ बहुत हद तक बदल दिया है तथ्य यह है कि हमारे पास स्माइली है तथ्य यह है कि हम इमोटिकॉन्स है तथ्य यह है कि हमारे पास छवियों है जो सोशल मीडिया पर वायरल है हमें बताता है कि छवियों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संदेश जो ग्रंथों के माध्यम से संप्रेषित किए गए थे अब छवि आधारित प्रतीकों इमोटिकॉन्स विशेष रूप से भावना आधारित चीजों में अनुवादित हैं तो आप देखते हैं कि ये परिवर्तन निश्चित रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि विजुअल्स ने महत्वपूर्ण तरीके से काम लिया है इसलिए मैंने मध्यस्थता के बारे में बात की है और मध्यस्थता एक ऐसी चीज के बारे में है जो आपके और मेरे या वास्तविकता और वास्तविकता के बीच में है आइए हम कहते हैं कि मेरे और आपके बीच आज क्या है जैसा कि आप इस बात को सुन रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है या आपकी मोबाइल स्क्रीन है या जो भी है जिसके माध्यम से आप इस व्याख्यान को सुन रहे हैं इसलिए यह मध्यस्थता सतह निर्धारित करती है कि इस सतह से परे एक वास्तविक मैं हूँ जिसके साथ आप बात कर रहे हैं और यह भी निर्धारित करता है कि इस स्क्रीन से परे जिस कैमरे पर मैं अभी देख रहा हूं वहां एक वास्तविक है जिसके साथ आप हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं लेकिन आप देखते हैं कि तकनीक के आगमन के साथ हम एक ऐसे अंक पर पहुंच गए हैं जहां वास्तविकता का यह अनुकरण इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको वास्तविक की आवश्यकता नहीं होती है और कभी कभी आपको यह भी पता नहीं होता है कि क्या वास्तविक है तो एकमात्र वास्तविकता जो हमें उपलब्ध हो जाती है वह मध्यस्थता स्क्रीन की वास्तविकता है इस बात की क्या गारंटी है कि मैं फिक्शन नहीं हूं आज के डिजिटल युग में हम चरित्र बना सकते हैं जिसे कंप्यूटर भाषा में अवतार के रूप में जाना जाता है जो मनुष्य के साथ बातचीत कर सकता है हमारे कुछ शोधकर्ता काम कर रहे हैं मैं भी इस काम में शामिल हूं जहां आप देखते हैं कि आप उस व्यक्ति की चेहरे की अभिव्यक्ति की पहचान करने की कोशिश करते हैं जो कंप्यूटर के साथ संचार कर रहा है आपके पास एक अवतार है जो उन प्रतिक्रियाओं का अनुकरण या दर्पण करने की कोशिश करता है और बुद्धिमानी से बात करें तो इसका मूल रूप से क्या मतलब है ये अवतार यह कंप्यूटर ग्राफिक छवियां जो वास्तविक जीवन की तरह दिखती हैं बात कर रही हैं और आप जो बात कर रहे हैं वह वास्तव में मौजूद नहीं है तो अगर वास्तविकता से परे है तो वह क्या है हम वास्तव में नहीं जानते हैं इस अर्थ में हम देखते हैं कि एकमात्र वास्तविकता जो मौजूद है वह स्क्रीन की सतह है और इससे परे कुछ भी नहीं है गॉडज़िला और जुरासिक पार्क फिल्मों जैसे कई विलक्षण फिल्मों के उदाहरण और सभी हमें जीवन के इस पहलू के बारे में बताते हैं जहां वास्तविकता से परे सिमुलेशन शायद कुछ भी नहीं है वास्तविकता का अभाव है सतह सभी अर्थ है कि हमारे पास है इसलिए मैं वही बात कर रहा हूँ जिसे सिमुलैक्रम की समस्या के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है वास्तविकताओं का अनुकरण एकमात्र वास्तविकता जो कभी कभी हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है क्योंकि मानव में अर्थ खोजने की प्रवृत्ति होती है और जब हम अर्थ की खोज करते हैं तो भाषा या संचार माध्यम जिसके माध्यम से सतह बन जाती है हम किसी परम अर्थ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं लेकिन आज की दुनिया में बहुत बार यह सतह ही एकमात्र अर्थ है जो हमारे लिए उपलब्ध है इसके वैध परिणाम हो सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपके साथसाझा किया है कि हमारे कुछ छात्र बहुत कम सौभाग्य से बहु उपयोगकर्ता खेल से लत होते है और उनका यह नशामुक्ति छुड़ाने के लिए उन्हें मनोचिकित्सकों या परामर्शदाताओं से मिलना पड़ता है क्योंकि वे अस्त व्यस्त हैं और वे एक अलग दुनिया में रहते हैं एक ऐसी दुनिया जो अस्तित्व में नहीं है मोबाइल टेलीविजन या कंप्यूटर के दायरे से बाहर जिसमें वे खेल खेल रहे हैं तो ये दिलचस्प बातें हैं जो उभर कर आती हैं यहाँ सिमुलैक्रम का एक उदाहरण है बिल्कुल जीवन जैसा एक छवि जो किसी भी तस्वीर की तुलना में अधिक वास्तविक दिखती है जो संभव है लेकिन जो वास्तव में एक एनीमेशन है मुझे खेद है एक रचना यह वह है जो प्रकाश तरंग का उपयोग करके बनाया गया चित्रण है और यह लगभग ११ या १२ साल से अधिक पुराना है उस समय आप पाते हैं कि हम छवियों जैसे जीवन का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तविक चित्रों की तुलना में अधिक वास्तविक हैं इसलिए अब इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो विसुअल कल्चर क्या है फिर हम जिस व्यापकता के साथ जुड़े हुए हैं उसकी व्यापक मात्रा है और फिल्म समीक्षकों से लेकर समाजशास्त्रियों तक जो उभरता है वह एक विसुअल कल्चर है विसुअल कल्चर एक ऐसी चीज है जिसके भीतर हम डूबे हुए हैं हम इसे अपने जीवन के हर दिन अनुभव करते हैं इसके प्रति सचेत हुए बिना हालाँकि यदि आप दृश्य संस्कृति के कुछ पहलुओं के लिए संवेदनशीलता की एक निश्चित डिग्री विकसित करते हैं तो यह हमें एक निश्चित अंतर्दृष्टि देता है कि हम दृश्यों के माध्यम से कैसे संवाद करते हैं और जाहिर है हम एक बेहतर स्थिति में हैं और हम एक अधिक प्रभावी संचारक बना सकते हैं और इस तरह यह विभिन्न तरीकों से नरम कौशल के बिना हमारी मदद करेगा जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले इंट्रोडक्शन में बताया था हम विसुअल कल्चर के कुछ तत्वों को देख रहे होंगे समकालीन विसुअल कल्चर के बारे में दिलचस्प तत्वों में से एक कुछ समय है देखकर पता नहीं चल पता और इसका सीधा संबंध अनुकरण की अवधारणा के साथ है साथ ही इस तथ्य का भी है कि बहुत बार छवि सच्चाई नहीं है छवि धोके से भ्रम को जन्म दे सकता है कई उदाहरण हैं जैसे की द स्मार्ट बॉम्ब ऑफ गल्फ वॉर जो तरह तरह के दिखते हैं गल्फ वॉर के स्मार्ट गल्फ बम ने कई टैंकरों बंकरों और विभिन्न प्रकार की चीजों पर बमबारी की जो वास्तव में रबर फ्लोट्स रबर ब्लो अप थे इसलिए जो मूल रूप से हुआ वह यह था कि वास्तव में चीजों को नष्ट करने का एक भ्रम था जो युद्ध के शुरुआती चरण में बनाया गया था और वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा था तो आप देखते हैं कि अगर आपके पास यह बहुत दूर है भले ही आप अख़बार और टेलीविज़न को देख रहे हों जब हम टेलीविज़न की रिपोर्टों और अख़बारों के पत्रकारों के कड़े रंग और नाटक के माध्यम से कुछ देखते हैं टेलीविज़न के पत्रकार इसका नाटक करते हुए बस हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए जिस तरह की वास्तविकता को चित्रित किया जा रहा है उसका वास्तविकता के साथ बहुत कुछ नहीं हो सकता है जो वहां मौजूद हैं तो आप एक शहर को विशेष रूप से प्रस्तुत करते हुए देखते हैं और आपको लगता है कि शहर बहुत सुन्दर है लेकिन जब आप उस शहर में जाते हैं तो आप पाते हैं कि यह मीडिया स्क्रीन के माध्यम से चित्रित किया गया है उससे बहुत अलग है इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत विश्वास था कि आप जो देखते हैं वह वही है जो आप मानते हैं हमारे पास एक चरण भी है जो बताता है कि देखना ही विश्वास है दूसरी ओर आज की वास्तविकता मे देखना विश्वास नहीं हो रहा है हम भ्रम की दुनिया में रहते हैं इसलिए हमारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अन्य चीजों में से एक जिसे मैं बताना चाहता हूं वह है कोई व्यक्ति हमेशा देख रहा है और रिकॉर्डिंग कर रहा है हम एक विसुअल कल्चर में रहते हैं जहां हम सदा देखे जा रहे हैं यह देखना आनंद में उल्लंघन से संबंधित हो सकता है यह निगरानी से संबंधित हो सकता है जहां लोग जागरूक नागरिक किसी भी चीज का एक दूसरे पर वीडियो लेना देख रहे हैं जो संदेहजनक है अत हर जगह के दृश्यों को हमारे ज्ञान के साथ और हमारे ज्ञान के बिना प्रलेखित किया जा रहा है इसलिए हम केवल दृश्यमान नहीं हैं हम इस दृश्यता में लिप्त हैं और हम इसे दो अलग अलग तरीकों से उपयोग करते हैं एक स्वयं को देखने में खुशी के लिए और दूसरे को कल्पना करने में और दूसरे को खुद को देखने और दूसरों को देखने में निगरानी के लिए है तो यह दिलचस्प प्रभाव है अब आप पाते हैं कि देखना शक्ति और ज्ञान से संबंधित है क्योंकि पहले की परंपरा में आप देखते हैं कि चीजों की दृश्यता अगर आप चीजों को देखने की स्थिति में हैं तो आप शक्तिशाली हैं लेकिन अधिक महत्वपूर्ण हैं पहले की परंपरा यदि अन्य लोग आपको देखते हैं तो उन्हें आपकी शक्ति के बारे में पता चलता है तो आप पाते हैं कि विशाल इमारतें विशाल स्मारक जो बनाए गए थे अगर आप ग्रीस के स्फिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं अगर आप ताजमहल देख रहे हैं भव्यता का प्रदर्शन चीजों का प्रदर्शन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो शक्तिशाली हैं जो बड़े हैं दूसरी ओर आज की संस्कृति में एक और तरह की शक्ति आ गई है दूसरों को बिना दिखे दुसरो को देखने की शक्ति आपके पास आज हर जगह सभी तरह के निगरानी कैमरे हैं आज आप 4 से 5 हजार रुपये से एक निगरानी कैमरा प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं और देख सकते हैं वहां क्या हो रहा है तो दूसरों को देखते समय खुद को अदृश्य रखेने की यह क्षमता एक नई तरह की शक्ति है जो निश्चित रूप से बहुत बहुत शक्तिशाली बनकर उभरी है यदि आपको अदृश्य आदमी के बारे में एजे वेल्स की कहानी याद है तो आपको यह भी एहसास होगा कि उस विशेष उपन्यास में आदमी अपनी अदर्शनता के बाद बुराई में बदल जाता है क्योंकि अदर्शन उसे बहुत बड़ी शक्ति देता है जब कोई उसे नहीं देख सकता वह वे चीज़ें करता है जो एक समाज में वर्जित हैं जब हम हॉलो मैन के बारे में बात करते है जहां यह ही चीज फिर से दोहराई जाती है कैसे अदृश्यता से शक्ति पैदा होती है और शक्ति बुराई की ओर ले जाती है इसलिए चीजों का आयाम भी कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ है हालाँकि मैं आपके साथ जल्दी से साझा करना चाहूंगा कि इस तरह की परंपरा काफी हाल ही में उत्तरीन हुई है पिछले 40 से 50 साल हो सकती है इससे पहले हमारे पास ग्रंथों की परंपरा थी जहां ग्रंथों का प्रभुत्व है और छवियां जहां उपसमुदाय हैं और अभी भी पहले उससे पहले यदि आप भारतीय परंपरा को देख रहे हैं तो हमारे पास एक मजबूत अंतर्निर्भरता थी यदि आप श्रुति पर श्रवण संबंधी इंद्रियों पर स्मृति पर चीजों को सुनते हुए और याद करते हुए याद करते हैं चीजें और आप पाते हैं कि यह उस परंपरा में था कि वेदों का संचार किया गया था मुंह से शब्द मौखिक परंपरा के रूप में जाना जाता है तो यह एक परंपरा थी जहां चीजें एक अलग तरीके से हुईं एक मौखिक परंपरा में इतिहास मिला मैं कहूंगा प्रसारित ज्ञान में तब्दील जो कालातीत था एक लौकिक तो हमें तारीखों की पहचान करने में बहुत कठिनाई हुई है जब हम अपने प्राचीन धर्मग्रंथों यहां तक कि कहानियों इतिहास को देखते हैं तो आप इसे इतिहास कह सकते हैं यह बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर मौखिक परंपराओं में लिखित दस्तावेजों डेटिंग और अन्य प्रकार की चीजों की अनुपस्थिति मेरा मतलब है तकनीकों को महत्वपूर्ण नहीं माना गया था दूसरी ओर यदि आप यूनानियों की लिखित परंपरा को देख रहे हैं तो आप चीजों के लिए एक विशिष्ट अस्थायी दृष्टिकोण पाते हैं जहां समय और रैखिक समय जहां चीजें एक के बाद एक हुईं व्यवस्थित रूप से प्रलेखित हैं और हमारे पास एक इतिहास की मजबूत भावना है इतिहास की यूरोपीय भावना जो अनिवार्य रूप से एक रेखीय क्रोनिकल है कि एक के बाद एक घटनाएं क्या हुईं दूसरी ओर यदि आप भारतीय परंपरा को देख रहे हैं तो यह पुनरावृत्ति की परंपरा है तो जिन अंकों को नोट किया गया है जिन अंकों को नीचे लिखा गया है वे अद्वितीय नहीं हैं लेकिन जो लगातार हैं जो चक्रीय हैं जो बार बार वापस आएंगे व्यवहार करेंगे ज्ञान की दिशा में अग्रणी होंगे कि ये चीजें भीतर सार्वभौमिक उद्धरण हैं यह बनी रहती है इसलिए इस बारे में बात करते हुए हम जल्दी से कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं पहला देखना बनाम दृश्य बनाना जब मैं कुछ देखता हूं तो उस चीज को दृश्य होना चाहिए यही मैं आपको देख रहा हूं मैं कैमरा देख रहा हूं मैं अभी पावर प्वाइंट देख रहा हूं लेकिन अगर हम कहें कि दिल अनुभवी है तो ठीक है जहाँ दिल की धड़कनों का तरंगों में अनुवाद किया जाता है या यदि मस्तिष्क की विभिन्न गतिविधियों को तरंगों में अनुवादित किया जाता है और फिर आप देखते हैं अन्य इंद्रियाँ हैं दृश्य में स्थानांतरित किया जा रहा है तो वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है हम पाते हैं कि जो चीजें दृश्य नहीं हैं उन्हें भी दृश्यों में अनुवादित किया जाता है दिल की धड़कन एक दृश्य वस्तु नहीं है लेकिन हम उन चीजों की कल्पना करते हैं जो दृश्य नहीं हैं इसलिए देखने और दृश्य बनाने के बीच का अंतर मुझे आशा है यहाँ स्पष्ट हो जाता है हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहाँ लगभग हर चीज़ की हम कल्पना करते हैं सभी चिकित्सा उपकरण विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड और अन्य प्रकार की प्रौद्योगिकियाँ ताकि आप अंत में देख सकें किसी प्रकार का ग्राफ या एक चित्र बेन ब्रेन स्कैनिंग विधि ऐसा करता और ईजेस्ट या ईसीजी माप दर्ज करें विभिन्न आवेग चाहे वे कंपन हों या विद्युत आवेग हों जैसा कि मैंने पहले ही आपको स्क्रीन पर दिखाया है इसलिए यह अंतर है यह वह जगह है जहाँ आप देखते हैं कि आज दृश्य इतना हावी हो गया है कि हम दृश्य चीज़ों में दृश्य या अनुवाद कर रहे हैं जो आवश्यक रूप से दृश्य नहीं हैं कंप्यूटर स्क्रीन और इसके पीछे की पूरी तकनीक वास्तव में इसका एक उदाहरण है क्योंकि कंप्यूटर में विंडोज से पहले डॉस था हमारे पास इनपुट थे जो कि टेक्स्ट इनपुट्स थे लेकिन विंडोज के साथ हमारे पास दृश्य थे इनपुट्स है हमारे पास प्रतिष्ठित इनपुट थे और उस तरह से पूरी तरह से रूपांतरित हो गए कि कंप्यूटर विश्वविद्यालयों के उच्च गढ़ से नीचे आ गए और इतने सामान्य स्थान इतने शक्तिशाली हो गए कि बच्चे का सबसे छोटा बच्चा भी प्रोसेसर और एक मशीन का उपयोग करता है जो हो सकता है १ ९ ६० के दशक की शुरुआती मशीनों के रूप में सौ या हजार गुना शक्तिशाली हो जो विश्वविद्यालयों मे कई कमरे लेते थे जहां कंप्यूटर जहां कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाया जा रहा था अब एक और बात जो मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा वह यह है कि यदि आप हाल के दिनों को देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि हम एक समाज के पाठकीय प्रकार में रहते थे समाज जो प्रमुख रूप से मुख्य रूप से पाठ उन्मुख था वहां का हैंगओवर अभी भी है अभी भी ग्रंथों के साथ बहुत कुछ संवाद करता है लेकिन जिस तरह से हम ग्रंथों के साथ संवाद करते हैं वह धीरे धीरे बदल रहा है यह अधिक नेत्रहीन रूप से उन्मुख हो रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यह संक्षिप्त और व्याकरणिक होता जा रहा है दुनिया में एक नए प्रकार के ग्रंथ उभर रहे हैं इससे पहले यदि आप 20 वीं शताब्दी के शुरुआती भाग को देख रहे हैं तो 16 वीं 17 वीं शताब्दी से आगे भी चित्रण पाठ का पूरक था आज पाठ चित्रण का पूरक है चित्र पाठ के पूरक थे अथवा पाठ चित्रण का पूरक है तो यहाँ विलियम ब्लेक की एक कविता का एक उदाहरण है और आप यहाँ पर कविता देख सकते हैं और आपके पास चित्र हैं जाहिर है कविता बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पास यह कहीं और छपी है और चित्रण वही है जो आपको लगता है कि यह आकस्मिक है यहां तक कि चित्र के बिना भी आप कविता पढ़ सकते हैं लेकिन केल्विन क्लेन के इस विशेष विज्ञापन को देखें जहाँ आप देखते हैं कि केवल एक चीज जो उजागर किया गया है वह एक घड़ी है और कुछ नहीं पाठ अधीन है इसलिए भूमिकाओं को प्रतिस्थापित किया गया है तो आइए इस अंक को थोड़ा और विस्तृत बनाने के लिए दो विज्ञापनों का केस स्टडी करते हैं यदि आप लक्स के इस 1925 के विज्ञापन को देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि पाठ की एक बड़ी मात्रा है पाठ एक कथा के रूप में है एक कहानी कह रही है और चित्र कहानी का पूरक है थॉमस एडिसन के साथ क्या होता है युवा थॉमस एडिसन का विवरण यहां दिया गया है दूसरी ओर यदि आप १ ९ s० के दशक में देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि छवि हावी है और पाठ सिर्फ एक पंक्ति है और यह छोटा पाठ कुछ ऐसा है जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आज क्या महत्वपूर्ण अंतर हुआ है और अगर आप आज इस स्पॉट आर्ट्स को देख रहे हैं तो उनमें से ज्यादातर कहानियां और विज्ञापन से जुड़ी कुछ खास बातें बताती हैं हम यहां चर्चा नहीं करेंगे लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि दृश्य औरफिर मल्टीमीडिया हावी और स्पॉट विज्ञापन आज भी हावी हैं और कई मामलों में यहां तक कि प्रिंट विज्ञापन भी स्पॉट विज्ञापनों को संदर्भित करते हैं इसलिए यदि आपने स्पॉट विज्ञापन देखा है यदि आप प्रिंट विज्ञापन देख रहे हैं तो आप इसका अर्थ समझ पाएंगे यह एक प्रिंट और मल्टीमीडिया के बीच संबंध की डिग्री है जो आज हमारे दैनिक जीवन में होता है आज विजुअल्स के बारे में दूसरी दिलचस्प बात अन्तरक्रियाशीलता है हम दृश्यों के साथ बातचीत कर सकते हैं और दृश्य एनिमेटेड हो सकता है इसके लिए एक अतिरिक्त आयाम प्राप्त कर सकता है यहां तक कि ग्रंथ भी एनिमेटेड हो सकते हैं इस प्रकार उनके बारे में एक दृश्य गुणवत्ता विकसित हो सकती है और आप देखते हैं कि अन्तरक्रियाशीलता एक महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य बन गया है तो यह आज दृश्य संस्कृति का एक और आयाम है कि दृश्य निष्क्रिय नहीं है जैसा कि यह 1980 या 90 के दशक में था आज यह कुछ ऐसा है जहाँ आप देखते हैं कि अन्तरक्रियाशीलता बहुत महत्वपूर्ण है आप रोक सकते हैं या खेल सकते हैं मै अभी जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसे अप दोहराने में सक्षम हैं आप इसे रोक सकते हैं दूसरे व्याख्यान पर वापस जा सकते हैं या किसी अन्य व्याख्यान के लिए आगे बढ़ सकते हैं यह अन्तरक्रियाशीलता एक दृश्य माध्यम में संपूर्ण वस्तु की चंचलता एक और विशिष्ट विशेषता है जिसे हम आज दृश्य संस्कृति में पाते हैं अब आप देखते हैं कि मैं सिर्फ कुछ अन्य मुद्दों पर जल्दी से छूना चाहता हूं उनमें से एक यह है कि छवि आज सब कुछ है प्रारंभिक परंपराओं में छवि पवित्र पुनीत और कीमती थी पोर्ट्रेट्स चित्रित होते थे फिर फोटोग्राफी आई जिसने पूरी प्रक्रिया को मशीनीकृत किया और आज आप देखते हैं कि फोटोग्राफी की प्रक्रिया और फोटोग्राफ विकसित करने में देरी नहीं होती है फ़ोटोग्राफ़ तत्काल बन गए हैं उन्हें तुरंत कैप्चर किया जाता है और उन्हें तुरंत प्रसारित किया जाता है तो छवि रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है पाठ पहले रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था बहुत बार लोग नोट लेते थे आज मैंने पाया है कि कई लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं या तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक बात जो नोट करने के बजाय हो रही है बजाय ध्यान से सुनना जहां स्मृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो आप देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं यह वह दिशा है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं मैं इसे छोड़ दूंगा आप इसे स्लाइड्स में देख सकते हैं कि फ़ंक्शन बदल दिए गए हैं ठीक है पवित्र से यह सामान्य स्थान बन गया है पवित्र से यह सामान्य हो गया है ये परिवर्तन हुए हैं लेकिन अंतिम अंक जो मैं बनाना चाहूंगा वह यह है कि इस विशेष संदर्भ में मैट्रिक्स ट्रिलॉजी तरह की ड्राइव से हमें चरम पर ले जाती है जहां कोई व्यक्ति वास्तविकता की दुनिया में रहता है दोस्तों जो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि दृश्य दुनिया ने धीरे धीरे आभासी दुनिया को रास्ता दिया है और हमने आभासी दुनिया में उभरना शुरू कर दिया है IIT प्रणाली में होने के नाते देश के सबसे पुराने IIT में से एक का हिस्सा होने के नाते हम नई तकनीकों और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों की अवधारणाओं के साथ आने वाले लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जो कि वे विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जिसका अर्थ है आप एक आभासी दुनिया में रहते हैं या एक आभासी दुनिया आपके लिए बनाई गई है उदाहरण के लिए हम खोज रहे थे कि हमारे नेहरू संग्रहालय के लिए जहाँ आप देखते हैं कि आपका अनुभव या आभासी का अनुभव ऐसा जीवन है जैसे कि आप भूल जाते हैं कि यह एक आभासी माध्यम है आप उस आभासी माध्यम में डूब जाते हैं यह नई इमर्सिव टेक्नॉलॉजी है जो आई है कुछ ऐसा है जो इसके सबसे परिपक्व और चरम रूप में दिखाया गया है द मैट्रिक्स जैसी फिल्म में जहां आप देखते हैं कि आपकी आभासी पहचान और आपकी वास्तविक पहचान को वास्तव में अलग नहीं किया जा सकता है यह ठीक है कि हमें इन मुद्दों की आवश्यकता है हम दृश्य के इन दिलचस्प आयामों और दृश्य से आभासी संस्कृति से अवगत हैं लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी था कि ये हमें एक दिशा में अनिवार्य रूप से आगे बढ़ा रहे हैं जो वो दुनिया से बहुत अलग है जिसे हमने छोटे बच्चों के रूप में अनुभव किया है और जितना अधिक हम आगे बढ़ते हैं उतना ही हम अपरिपक्व दुनिया की दुनिया में आगे बढ़ते हैं हालाँकि इस विसर्जित दुनिया की समझ कैसे बनाई जाए इस दृश्य दुनिया की समझ कैसे बनाई जाए इसके साथ कैसे खेलें कैसे इसे अनुभव करें कैसे इसमें हेरफेर करें अधिक प्रभावी संचार अधिक प्रभावशाली संचार के लिए यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अगली बातचीत में देखेंगे धन्यवाद